आज हम स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हुए प्रिज्म से होने वाले प्रयोगों का प्रदर्शन करेंगे अब तक हमने आपको स्पेक्ट्रोमीटर दिखाया है यह कैसे काम करता है स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट्स क्या हैं प्रिज़्म या ग्रेटिंग से प्रयोग करने के लिए और इमेज देखने के लिए हमें स्पेक्ट्रोमीटर को समानांतर किरणों के लिए एडजस्ट करने की आवश्यकता है लेवलिंग करने के लिए सभी प्रकार के एडजस्टमेंट जो हमने आपको दिखाए हैं अब आज स्पेक्ट्रोमीटर मैं मानूंगा कि स्पेक्ट्रोमीटर लेवल है और यह समानांतर किरणों के लिए फोकस है अब आज हम प्रिज़्म का उपयोग करके प्रयोग करेंगे प्रिज़्म का उपयोग करते हुए इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है प्रयोग का उद्देश्य है दिए गए प्रिज्म के कोण को निर्धारित करना है अब यदि प्रिज्म दिया गया है तो प्रिज्म का कोण क्या है यह कोई ज्ञात कर सकता है फिर दूसरा दिए गए प्रिज़्म के न्यूनतम विचलन के कोण को ज्ञात करना दी गयी वर्णक्रमीय रेखाओं के लिए जिसका अर्थ है कि कोई प्रकाश की एक विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए यह पता लगा सकता है प्रिज़्म के न्यूनतम विचलन को ज्ञात कर सकता है तीसरा है कि कोई प्रिज़्म पदार्थ के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का पता लगा सकता है आगे यह न्यूनतम विचलन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है क्या प्रिज्म का कोण तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है यदि आप रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फ़ॉर्मूला देखते हैं तो यह भी तरंगदैर्ध्य का एक फलन है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है यहाँ एक सूत्र संबंध है इसे Cauchy's relation रिलेशन या Cauchy's सूत्र कहा जाता है यहाँ 'n' रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है जो कि '𝝺' के फ़ंक्शन के रूप ए प्लस बी बाई लैम्ब्डा स्क्वायर के बराबर है यहाँ ए और बी प्रिज्म के लिए नियतांक हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स '𝝺' पर निर्भर करता है यह संबंध है इस प्रयोग का उपयोग करके इन कॉची स्थिरांक का पता लगा सकते हैं इसे भी हम प्रदर्शित करेंगे हम प्रयोग करेंगे आगे हम प्रिज्म की डिसपेरसीव पावर की गणना करते हैं प्रिज्म में डिसपेरसीव पावर होती है जो की इस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के कारण तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है कोई प्रिज्म की डिसपेरसीव पावर की गणना कर सकता है कोई पता लगा सकता है और कोई दिए गए प्रिज्म की रेसोल्विंग पावर का भी पता लगा सकता है यदि मुझे एक प्रिज्म दिया जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके मैं प्रयोग कर सकता हूं और प्रकाश की किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए मैं पता कर सकता हूँ कि प्रिज्म कोण क्या है और साथ ही विभिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए प्रिज्म का न्यूनतम विचलन ज्ञात कर सकते हैं आप प्रिज़्म के पदार्थ का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्ञात कर सकते हैं और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी तरंगदैर्ध्य का एक फलन है का पता लगा सकता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तरंगदैर्ध्य के साथ कैसे बदलता है आप यह भी पता लगा सकते है और आप रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और तरंगदैर्ध्य के बीच के संबंध को सत्यापित कर सकते है जो कि Cauchy's संबंध या Cauchy's सूत्र है और डिसपेरसीव पावर प्रिज्म की डिसपेरसीव पावर साथ ही प्रिज्म की रेसोल्विंग पावर ये क्या हैं या इन शब्दावली का क्या अर्थ है मुझे पहले इन्हें समझाने दें ये प्रयोग विशुद्ध रूप से प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन पर आधारित है ठीक है परावर्तन और अपवर्तन के नियम हम सभी को अच्छी तरह से ज्ञात हैं सबसे पहले मैं सिर्फ इन नियमों को दोहराता हूं यह परावर्तन है एक माध्यम से यह माध्यम प्रिज्म भी हो सकता है यहाँ हम सभी जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है यह पहला नियम है दूसरे नियम को यहाँ नज़रअंदाज़ किया गया है सबसे महत्वपूर्ण क्या है जैसे आपतित किरण नार्मल और परावर्तित किरण एक ही तल में रहती है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपतन कोण है परावर्तन कोण यह इस तल पर भी हो सकता है यह अन्य तल पर हो सकता है ये सभी किरण अन्य तल पर भी हो सकती है ये एक शंकु बना सकती हैं यह समान परावर्तन कोण के साथ एक शंकु बना सकती हैं ठीक है आप इस परावर्तन को इस दिशा में देखेंगे या इस दिशा में उसी समान कोण के साथ देखेंगे जिसे यह पहला नियम नहीं बता सकता है पहले नियम के अनुसार इस दिशा में कोई भी परावर्तन देख सकता है कोई भी इस दिशा में देख सकता है लेकिन दूसरा नियम बताता है कि अब इस दिशा में देखना संभव नहीं है यह इस दिशा के साथ होगा क्योंकि यह आपतित किरण परावर्तित किरण और नार्मल है इन तीनों को एक ही तल में होना है यह आपतन का तल है इसे आपतन तल कहा जाता है इस अवस्था में कागज का तल ही आपतन का तल है यह दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि इसे नज़रअंदाज़ किया गया है दूसरा अपवर्तन अपवर्तन आप इस Snell के नियम को जानते हैं यह आपतित किरण है और यह अपवर्तित किरण है यह नार्मल है फिर से अपवर्तन का दूसरा नियम परावर्तन के दूसरे नियम के समान है आपतित किरण नार्मल और अपवर्तित किरण फिर से एक ही तल पर रहती है कागज के तल पर यह इस दिशा में अपवर्तित हो सकता है यह समान कोण बनाते हुए इस दिशा में अपवर्तित हो सकता है लेकिन दूसरे नियम के अनुसार यह दिशा अनुमतः नहीं है लेकिन पहले नियम के अनुसार यह अनुमतः है तो और Snell का पहला नियम Snell का नियम यह है यदि 'n1' 'n2' पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और यह आपतन कोण 'θ1' और अपवर्तित कोण 'θ2' n1sin1n2sin2 यदि अन्य माध्यम हैं तो n3sin3 आदि भी लिख सकते हैं यह Snell's का नियम है Snell's के नियम के अनुसार n1sin1n2sin2 ठीक है 'θ1' आपतन कोण और 'θ2' अपवर्तित कोण है यह दो केसेस है एक परावर्तन है और दूसरा अपवर्तन है इसे हम प्रिज्म सिद्धांत के प्रिज्म प्रयोग के लिए उपयोग करेंगे अब अपवर्तन के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है यह माध्यम का एक गुण है और 'n' द्वारा परिभाषित किया गया है अपवर्तनांक बराबर है निर्वात में प्रकाश का वेग 'c' डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश का वेग 'v' आप लिख सकते है n बराबर है 𝝺 बाई 𝝺n यहाँ 𝝺n माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और 𝝺 निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है यह संबंध आया है वेग बराबर तरंगदैर्ध्य गुणा आवृत्ति यहां से इस संबंध का उपयोग करके आप प्राप्त कर सकते है अपवर्तनांक जो कि बराबर है निर्वात और माध्यम में तरंगदैर्ध्य के अनुपात के तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसकी यह आवृत्ति वास्तव में समान ही रहती है केवल उसकी तरंगदैर्ध्य बदलती है यही कारण है कि हम इस संबंध का उपयोग करते हैं Snell के नियम के अनुसार रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आप लिख सकते हैं कि n1sin1n2sin2 या sin2 बाई sin1 अपवर्तित कोण और आपतन कोण बराबर है माध्यम एक और माध्यम दो के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के अनुपात के यदि माध्यम 1 यहाँ है तो 'n1' एक के बराबर होगा और 'n2' वैसा ही रहेगा 1nsin2sin1 nsin1sin2 साइन ऑफ़ एंगल ऑफ़ इन्सिडेन्स साइन ऑफ़ एंगल ऑफ़ रिफ्रक्शन जो कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये सब जानते है कि मुझे लगता है कि कक्षा 10 में हमने इस बारे में जान लिया है अब प्रिज्म हम इस प्रयोग के लिए प्रिज्म का उपयोग करेंगे वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रिज्म उपलब्ध हैं डिसपेरसीव प्रिज़्म रिफ्लेक्टिव प्रिज़्म पोलरीज़िंग प्रिज़्म डिसपेरसीव प्रिज़्म विक्षेपण प्रिज़्म फिर से विभिन्न प्रकार के विक्षेपण प्रिज्म हैं जैसे कि त्रिकोणीय प्रिज्म पेलिन ब्रोका प्रिज्म ठीक है पोलराइजिंग प्रिज्म निकोल प्रिज्म वालस्टोन प्रिज्म ये चार नाम मैंने यहाँ लिखे हैं क्योंकि मैंने इन चार प्रकार के प्रिज़्म का उपयोग किया है बस इसी कारण है मेरे पास और भी कई प्रकार हैं लेकिन मैंने केवल चार का उल्लेख किया है क्योंकि मैंने इनका उपयोग किया है और शायद मैं प्रकाशिकी में अलग अलग प्रयोग के लिए उन प्रिज्म का उपयोग करूंगा और आपको दिखाऊंगा इस स्थिति में यहां हम त्रिकोणीय प्रिज्म का उपयोग करेंगे और यह समबाहु त्रिकोणीय प्रिज्म है यह प्रिज्म की आकृति है इसके दो आयताकार फेसेस हैं ये और एक यह एवं तीन माफ़ कीजियेगा दो त्रिकोणीय फेसेस और तीन आयताकार फेसेस हैं यह त्रिकोणीय पृष्ठ है और एक यह भी है और यह तीन आयताकार पृष्ठ है ये फिर यह और फिर दूसरा इन तीन आयताकार पृष्ठों फेसेस में से एक आधार है यह एक ऑप्टिक है यह अपारदर्शी है और दो पृष्ठ फेस दो आयताकार पृष्ठ परावर्तन के लिए पारदर्शी हैं और अपवर्तन इन दो पारदर्शी पृष्ठों फेसेस से होगा जब प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो यहां इस माध्यम में विवर्तन होता है और पुनः जब यह दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलता है तो यहां फिर से माध्यम से यहां तक अपवर्तन होता है वहां होगा हम इसे एक निर्गत किरण कहते हैं यह एक आपतित किरण है यह आपतित किरण की दिशा है किरण यह है और निर्गत किरण की दिशा यह है वास्तव में प्रिज्म में अपवर्तन के बाद हम प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं मूल दिशा से डेविएटेड हो गया हैं और यह इस दिशा में जा रहा है विचलन का कोण क्या है यदि आप इसे बढ़ाते हैं यह विचलन का कोण है परावर्तित किरण अपनी मूल दिशा से भटक गयी है यह विचलन का कोण है और यह आपतन कोण है यह परावर्तन कोण है यह प्रिज्म के बारे में है और यह बहुत ही सरल और अच्छी तरह से हम सभी को ज्ञात है कि विक्षेपण क्या है विक्षेपण वह घटना है जो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को रंगो में विभक्त करती है श्वेत प्रकाश अर्थात इसमें सभी प्रकार के रंग हैं यह विभिन्न तरंगदैर्ध्य से मिलकर बनती है अर्थात विभिन्न रंग से जब यह प्रिज्म या किसी अन्य ग्रेटिंग से गुजरता है यदि स्पेस में स्थानिक रूप से रंग विभक्त हो जाते हैं यदि आप इन्हे सेपरटेली देखते हैं इसे विक्षेपण कहा जाता है और अलग अलग रंगों के बीच कितनी स्पेसिंग होगी वो इस प्रिज्म की शक्ति है जिसे हम प्रिज्म की डिसपेरसीव पावर विक्षेपण क्षमता के संदर्भ में व्यक्त करते हैं एक विशेष पारदर्शी पदार्थ के लिए 'n' एवं '𝝺' के बीच का संबंध कॉची के समीकरण Cauchy's equation द्वारा दिया गया है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यह इस प्रिज़्म के पदार्थ के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से संबंधित है वो ये है यह विक्षेपण से सम्बन्धित है और हाँ यदि 'B' का मान बड़ा है यहाँ क्या संबंध है यह कांस्टेंट है 'A' प्लस 'B' बाई लैम्ब्डा स्क्वायर यदि 'B' का मान अधिक है तो माध्यम से विक्षेपण अधिक होगा यह इस पदार्थ के नियतांक की महत्तता है यही कारण है कि प्रयोग से हम कॉची के स्थिरांक Cauchy's constant का पता लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यदि आप ऐसा मटेरियल पाते हैं जिसका मान अधिक होता है तो उस माध्यम की डिसपेरसीव पावर अधिक होगी अब प्रिज्म की एक और महत्वपूर्ण विशेषता न्यूनतम विचलन कोण है प्रिज्म को उसके न्यूनतम विचलन कोण द्वारा अभिलक्षित किया जाता है न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त किया जाता है जब आपतन कोण को प्रिज्म के किसी एक फेस पर इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि प्रिज्म से गुजरने वाली किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर हो आपतन कोण को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होगी फिर उस स्थिति में उस स्थिति के तहत जो भी विचलन होगा वह न्यूनतम विचलन मिलेगा और न्यूनतम विचलन कि स्थिति में कोई यह भी देख सकता है कि यह आपतन कोण और निर्गत कोण समान होगा यहाँ मैंने अपवर्तन कोण को दिखाया है यहाँ '𝛳' जो कि प्रिज्म कोण का आधा है A2 और आपतन कोण प्रिज़्म कोण के आधे तथा न्यूनतम विचलन के कोण के आधे के योग के बराबर है और साधारण ज्यामिति से आप इस संबंध को दिखा सकते है और यह Snell's के नियम के अनुसार और वहाँ से 'n' रेफ्रेक्टिव इंडेक्स nsin A𝛅n2sin विचलन कोण का महत्व और प्रिज्म कोण का महत्व यहाँ से देख सकते हैं कि यदि आप जानते हैं तब आप प्राप्त कर सकते हैं आप प्रिज़्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना कर सकते हैं अब आगे प्रिज्म की विभेदन क्षमता एक प्रिज्म की विभेदन क्षमता क्या है विभेदन क्षमता इंस्ट्रूमेंट की योग्यता को दर्शाती है इस केस में हमारे प्रिज्म को दो अलग अलग वर्णक्रमीय रेखाएँ या दो पड़ोसी तरंगदैर्ध्य '𝝺' और '𝝺Δ𝝺' के इमेज बनानी है तरंगदैर्ध्य '𝝺' लैम्ब्डा के क्षेत्र में इसका क्या मतलब है कि यदि आपके पास दो बहुत नज़दीकी तरंगदैर्ध्य '𝝺' और '𝝺Δ𝝺' है यदि प्रिज़्म से होकर गुजरता है तो प्रिज़्म की विक्षेपण क्षमता के अनुसार हम ये दो किरणे प्रिज़्म के माध्यम से परावर्तन के बाद सेपरटेली देख सकते हैं चाहे हम विशेष रूप से उन्हें देख सकें हम उन्हें अलग कर सकते हैं या नहीं उसे हम उपकरण की विभेदन क्षमता के संदर्भ में परिभाषित करते हैं और इसे प्रिज्म की विभेदन क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है या परिभाषित किया जाता है तरंगदैर्ध्य '𝝺' डिवाइडेड बाई 'Δ𝝺' के बराबर ये विभेदन क्षमता की परिभाषा है और इस स्थिति संदर्भ समय 2340 में सामान्य परिभाषा यह प्रिज्म के लिए हो सकती है यह ग्रेटिंग के लिए हो सकती है प्रिज्म के लिए कोई यह दिखा सकता है कि प्रिज़्म की रेसोल्विंग पावर 'b' के बराबर है 'b' बेस की लंबाई bdnd𝝺 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का तरंगदैर्ध्य के साथ परिवर्तन यह प्रिज्म की विभेदन क्षमता है इस सूत्र का उपयोग करना जो सामान्य परिभाषा का उपयोग करने से आया है आप व्युत्पन्न कर सकते हैं और इनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है प्रिज़्म की विभेदन क्षमता मैंने परिभाषित किया मैंने उन सभी टर्म्स को अभी दोहराया जो भी मैं प्रिज्म से प्रयोग के लिए उपयोग करूंगा अगली बार हम एक एक करके प्रयोग करेंगे मुझे लगता है कि मैं केवल प्रथम प्रयोग सिर्फ कक्षा में प्रदर्शित करूँगा मुझे यहीं रुकने दो धन्यवाद